हैलो तो आज हम अपना अगला और अंतिम मॉड्यूल शुरू करेंगे जो कि केस स्टडी पर मॉड्यूल 4 है अब यहां हम वास्तव में MEMS क्षेत्र के एक या दो विशेष सेंसर पर चर्चा करेंगे लेकिन उस पर जाने से पहले एक बार फिर से देखें कि हमने कौन सी विभिन्न चीजें सीखी हैं पहले मॉड्यूल में हमने सामान्य रूप से सीखा MEMS सेंसर क्या है यह कैसे काम करता है और फिर हमें माइक्रो या नैनो स्केल तक आवश्यकता क्यों है और यह वास्तव में क्या बदलता है एक बार जब हम मैक्रो से माइक्रो या नैनो स्केल में जा रहे हैं और फिर हमने विभिन्न यांत्रिक संरचनाओं का अध्ययन किया और जैसे बल और विक्षेपण के बीच क्या संबंध है यदि हम कुछ बल लगाते हैं तो विक्षेप कैसे होगा या विक्षेप बल से कैसे संबंधित होता है और फिर हमने यह भी सीखा कि दूसरे मॉड्यूल में हमने सीखा कि हम वास्तव में क्षमता विधि या इलेक्ट्रोस्टैटिक तकनीक का उपयोग करके विक्षेपण को कैसे माप सकते हैं और फिर तीसरे मॉड्यूल में हमने विभिन्न सेंसर निर्माण के बारे में चर्चा की जैसे कि विभिन्न निर्माण तकनीक क्या हैं हम सामग्री को कैसे हटाते हैं जैसे की इचिंग हम सामग्री को कैसे जमा करते हैं जैसे कि वाष्पीकरण और विभिन्न प्रकार की कोटिंग तकनीकें और अब हम एक विशेष सेंसर पर चर्चा करने जा रहे हैं और पहले हमारा पहला केस स्टडी प्रेशर सेंसर पर होगा तो चलिए प्रेशर सेंसर के बारे में चर्चा करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रेशर सेंसरस क्या हैं प्रेशर सेंसरस के लिए हम जानते हैं कि यह क्या करता है यह वास्तव में दबाव को मापता है गैस का दबाव या तरल का दबाव या एक कक्ष में जो भी हमारी आवश्यकता हो अब विभिन्न प्रकार के प्रेशर सेंसरस क्या हैं पहला प्रकार निरपेक्ष प्रेशर सेंसर है और उसमें हम वैक्यूम के सापेक्ष प्रेशर मापते हैं इसलिए निरपेक्ष प्रेशर सेंसर के मामले में हम वैक्यूम के सापेक्ष दबाव को मापते हैं यदि हम वैक्यूम को 0 दबाव पर मानते हैं तो हम 0 के संबंध में जो भी दबाव मापते हैं वह हमारा पूर्ण प्रेशर सेंसर होता है जैसे वायुमंडलीय दबाव वातावरण निरपेक्ष प्रेशर सेंसर का उदाहरण है अगला है गेज प्रेशर सेंसर है यहां हम वायुमंडल वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष दबाव को मापते हैं फिर हमारे पास जैसे कि डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है इससे पहले कि हम डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर पर जाएं इस प्रेशर सेंसर का क्या उपयोग है जैसे कि रक्तचाप तो रक्तचाप जब हम एक रोगी के रक्तचाप को मापते हैं जो परिवेश या वातावरण के सापेक्ष होता है तो यह गेज प्रेशर सेंसर का उदाहरण है अब डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर यहाँ हम क्या करते हैं हम वास्तव में दबाव को मापते हैं या वास्तव में मापते हैं दो अलग अलग दबाव मापों के बीच दबाव का अंतर तो मान लें कि आपके पास एक ऐसा एप्लिकेशन है जिसमें आपके पास दो कक्ष हैं और आपको उनके बीच दबाव अंतर को मापना है तो उस स्थिति में हम इस तरह के अंतर प्रेशर सेंसर का उपयोग कर सकते हैं और उदाहरण है जैसे उच्च दबाव ऑक्सीकरण कक्ष या उस तरह की चीजें अब प्रेशर सेंसर वर्किंग प्रिंसिपल तो यह एक प्रेशर सेंसर का सामान्य आरेख है जहां हमारे पास एक झिल्ली होती है इस तरह जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक झिल्ली है और फिर यहाँ प्रेशर पोर्ट है और ऊपर की तरफ वैक्यूम हो सकता है या वायुमंडलीय दबाव या किसी अन्य गैस दबाव की तरह वातावरण हो सकता है यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह किस प्रकार का प्रेशर गेज है जैसे कि यह निरपेक्ष प्रेशर सेंसर है या डिफरेंशियल रेजिस्टेंस या गेज प्रेशर सेंसर उसी के अनुसार यह टॉप साइड तय किया जाएगा तो आइए मान लें कि यह वैक्यूम के तहत पैक किया गया है और इस तरफ ऊपर की तरफ वैक्यूम है अब यह प्रेशर पोर्ट है जिसका वास्तव में हम प्रेशर को माप रहे हैं तो यह किसी कक्ष से जुड़ा है जिसका दबाव हम माप रहे हैं अब जैसे ही गैस के दबाव का दबाव आता है फिर क्या होगा इसमें गुब्बारे जैसा प्रभाव होगा और यह झिल्ली विक्षेपित हो जाएगी इस तरह थोड़ी सी और हम झिल्ली के इस विक्षेपण को किसी तकनीक से माप लेंगे और दबाव की गणना कर सकते हैं अब इस मामले की तरह अगर हमारे पास 2a आकार की झिल्ली है और मान लें कि झिल्ली की मोटाई h है तो प्लेट्स के सिद्धांत से हम इसे लिख सकते हैं P बराबर है E गुणा h से घात 4 बटा a से घात 4 गुणा 454 w0 बटा h जहां w0 झिल्ली का विक्षेपण है प्लस 233 गुणा w0 बटा h संपूर्ण घन तो यहाँ यह अभिव्यक्ति है और यह प्लेट्स के सिद्धांत से आता है जो इस पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है और वास्तव में यह मूल यांत्रिक पाठ्यक्रम है जिससे हम इस अभिव्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं अब यह E क्या है यह E यंग का मापांक है h झिल्ली की मोटाई है a है जैसे 2a झिल्ली की कुल लंबाई है और इसलिए केंद्र से यह दूरी जैसे केंद्र से परिधि तक यह a है w0 झिल्ली का विक्षेपण है तो w0 विक्षेपण है और इसलिए ये सभी शब्द जैसे h एक ज्यामिति गुण है जो भी आयाम हो वैसे ही हम झिल्ली को बनाते हैं हम जानते हैं h हम जानते हैं a और हम जानते हैं कि E यह भौतिक गुण है और यदि हम मापते हैं यदि हम w0 को माप सकते तो हम P को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जैसे इस अभिव्यक्ति का उपयोग करके हम दबाव की गणना कर सकते हैं अब एक बात हमें समझने की जरूरत है कि यह P ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ के बीच का अंतर है और जैसे जैसे दबाव बदलता है वैसे ही हमारे पास विक्षेपण होगा अब यह विक्षेपण और दबाव किसी भी सामान्य विक्षेपण के लिए विक्षेपण का गैर रेखीय कार्य है लेकिन यदि w0 बहुत छोटा है यदि w0 बटा h बहुत छोटा एक से तो जो हम लिख सकते हैं वह है दबाव विक्षेपण के साथ रैखिक रूप से बदलता है क्योंकि तब हम इस w0 बटा h संपूर्ण घन टर्म की उपेक्षा कर सकते हैं और तदनुसार हमे केवल P w0 के साथ बदलता है या यह रैखिक है प्राप्त होता है और अधिकांश सेंसर जबकि हम वास्तविक अनुप्रयोग के लिए आवेदन करते हैं हमें वास्तव में इसकी आवश्यकता होती है रैखिक संबंध की तरह क्योंकि यह हमारे विश्लेषण और उपयोग को आसान बनाता है अब इस प्रेशर सेंसर की मूल अवधारणा क्या है जैसा कि हमने दिखाया है कि यहाँ एक दबाव पोर्ट है जिसके माध्यम से झिल्ली से जुड़ा होता है और जब हम कुछ दबाव लगाते हैं तो झिल्ली विक्षेपित होती है क्योंकि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र की तुलना में दबाव अलग है तो झिल्ली विक्षेपित हो जाएगी अब हम इस विक्षेपण को मापने के लिए कुछ संवेदन तत्व ऊपर रख सकते है या कुछ संवेदन तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और उसी के अनुसार हम दबाव को माप सकते हैं अब झिल्ली के रूप में क्या चुना जा सकता है हमारा पहला विकल्प है या सबसे लोकप्रिय विकल्प सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन झिल्ली है क्योंकि उस मामले में रेंगना थकान या हिस्टैरिसीस प्रभाव लगभग अनुपस्थित है तो जैसे ही हम कुछ दबाव लागू करते हैं और हमारे द्वारा छोड़े जाने के बाद यदि हम उस दबाव को हटा देते हैं तो झिल्ली बिना किसी रेंगने या थकान के अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है और सिलिकॉन के लिए वास्तव में यंग का मापांक और इसके विक्षेपण गुण बहुत प्रसिद्ध और मानक हैं तो इस तरह के प्रेशर सेंसर के लिए आमतौर पर सिलिकॉन या SiO2 झिल्ली का उपयोग किया जाता है अब सेंसिंग एलिमेंट के लिए भी हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं एक विकल्प पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर है तो पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर का मतलब है कि जब हम इस सेंसर को कोटिंग कर रहे हैं तो यह एक पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री होगी अब पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री के क्या गुण है यह है कि अगर हम पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री पर किसी प्रकार का दबाव या खिंचाव लागू करते हैं तो यह कुछ वोल्टेज उत्पन्न करता है तो जैसे कि यह एक कैंटीलीवर या झिल्ली है और उसके ऊपर हमारे पास कुछ पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री है फिर जब हम विक्षेपित या कुछ तनाव लागू करते हैं तो यह पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री भी उस तनाव के तहत होती है और यह उस तत्व पर एक विद्युत वोल्टेज उत्पन्न करेगी इसलिए यदि हम उस विद्युत वोल्टेज को माप सकते हैं और उसके अनुसार हम माप सकते हैं कि विक्षेपण कितना है और दबाव कितना है तो यह एक मामला है दूसरा मामला कैपेसिटिव है जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले एक मॉड्यूल में से आपने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक केस के लिए कैपेसिटिव मापन कैसे काम करता है तो जैसा कि झिल्ली विक्षेपण करती है ऊपर की प्लेट और नीचे के बीच की दूरी अलग है क्योंकि यह अब है एक उभार की तरह बन गया है और विक्षेपण में इस छोटे से परिवर्तन को इसके कपैसिटर द्वारा कैप्चर कर लिया जा सकता है क्योंकि समानांतर प्लेट व्यवस्था के लिए कपसिटंस C एप्सिलॉन a बटा d है जहाँ d दो प्लेटों के बीच की दूरी है और इसलिए हम दो प्लेटों के बीच की दूरी को उनकी कपसिटंस को भी मापकर माप सकते हैं एक और हैपीज़ोरेसिस्टिव तो इस मामले में हम क्या करते हैं हमारे द्वारा डाली गई सामग्री में पीजो एक पीजोरेसिस्टिव सामग्री है तो पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री में क्या होगा जब हम बल लागू करते हैं तो पीज़ोरेसिस्टिव सामग्री में सामग्री का प्रतिरोध वास्तव में बदल जाता है और इसके कारण यदि हम प्रतिरोध को माप सकते हैं तो हम माप सकते हैं कि विक्षेपण कितना है और कितना है उत्पन्न दबाव तो आइए हम पहले मामले की ओर बढ़ते हैं जो कि पीजोइलेक्ट्रिक सेंसिंग है तो जैसा कि मैं कह रहा था कि यहाँ एक सेंसिंग तत्व होगा जो पीजोइलेक्ट्रिक है और पीजोइलेक्ट्रिक तत्व का बहुत लोकप्रिय उदाहरणों में से एक है PZT या लेड जिरकोनियम टाइटेनेट तो इस सामग्री में ऐसे गुण है कि अगर उस सामग्री पर कुछ तनाव लगाया जाता है तो कुछ पोटेंशियल उत्पन्न होगा और उस पोटेंशियल को हम लागू तनाव को मापने या दबाव को मापने के लिए कर सकते हैं तो इस संबंध में पहला बिंदु पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है क्वार्ट्ज जैसे की मान लें कि PZT एक लागू तनाव के तहत विद्युत उत्पादन आउटपुट देता है और यह तनाव क्यों आ रहा है क्योंकि दबाव झिल्ली को विक्षेपित या मुड़ा हुआ बना रहा है और उस पीजोइलेक्ट्रिक तत्व के कारण यह तनाव लागू होगा तो यह एक बिंदु है अब दूसरी बात यह है कि इसके लिए किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है इसलिए चूंकि वोल्टेज स्वयं सामग्री के अंदर उत्पन्न होता है हमें इस मामले में कुछ वोल्टेज लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह एक फायदा है लेकिन इस तकनीक के साथ सीमा है कि सिलिकॉन एक पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री नहीं है तो क्या होता है कि हमें वास्तव में बाहरी रूप से गोंद या कुछ करने या उसके ऊपर कुछ पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री जमा करने की आवश्यकता होती है जो हर समय सूक्ष्म निर्माण तकनीक के साथ बहुत सुविधाजनक नहीं है तो यह इस तकनीक के नुकसान में से एक है दूसरा यह है कि स्थिर दबाव मापना मुश्किल है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि मान लें कि हम कुछ दबाव लागू कर रहे हैं तो यह पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री तनाव में होगी इसलिए यह कुछ वोल्टेज उत्पन्न करेगी असल में ऐसा क्या होता है कि इसमें वास्तव में कुछ चार्ज सेपरेशन होता है और वह चार्ज सेपरेशन हमें वोल्टेज देगा अब यदि यह दबाव उस बिंदु पर स्थिर है तो चार्ज को दो अलग अलग प्लेटों या दो अलग अलग इलेक्ट्रोड पर भी स्थिर होना चाहिए लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच हमेशा किसी न किसी तरह का रिसाव होता रहता है क्योंकि यह सामग्री एक आदर्श इन्सुलेटर नहीं है तो चार्ज लीक हो जाएगा और समय के साथ हम देखेंगे कि वोल्टेज जैसे वोल्टेज कम होने से उत्पन्न वोल्टेज कम हो जाता है जबकि दबाव समान होता है तो उस स्थिति में स्थिर दबाव को मापना वास्तव में थोड़ा मुश्किल होता है यह चार्ज रिसाव के कारण नहीं होता है यह समान आउटपुट वोल्टेज नहीं रखता है लेकिन अगर मान लें कि झिल्ली कंपन कर रही है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है कि चार्ज उत्पादन समय के साथ और बहुत उच्च आवृत्ति के साथ बदल रही है तो अगर हम अगर यह उच्च आवृत्ति के साथ बदल रहा है तो उस छोटी समय अवधि की तुलना में उसके पास इन्सुलेट सामग्री या पीजोइलेक्ट्रिक सामग्री के माध्यम से रिसाव करने का समय नहीं है तो उस स्थिति में हम आवेश कंपन को माप सकते हैं और माप सकते हैं कि झिल्ली की आवृत्ति या आयाम कितनी है तो उन गतिशील मामलों में हम इस तरह के पीजोइलेक्ट्रिक सेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं अगला कैपेसिटिव प्रेशर सेंसर है तो क्षमता प्रेशर सेंसर में हमारे पास फिर से उसी तरह की व्यवस्था है तो हमारे पास इस तरह का एक डायाफ्राम है और ऊपर की तरफ भी हमारे पास एक प्लेट है अब जैसा कि हम कहते हैं कि यह वास्तव में नीचे की तरफ से जुड़ा है जो दबाव पोर्ट से जुड़ा है तो सामग्री के रूप में गैस जैसे ही कुछ दबाव लागू करती है यह झिल्ली या डायाफ्राम वास्तव में विक्षेपित होता है और तदनुसार शीर्ष प्लेट और नीचे की प्लेट के बीच की दूरी यह दूरी बदल जाती है और वास्तव में जैसा कि हमने मॉड्यूल 2 में चर्चा की है जो इन दो समानांतर प्लेटों के कपैसिटर या कपसिटंस को बदलता है और इसलिए पहला बिंदु यह है कि दो प्लेटों के बीच कपसिटंस के विकिरण के रूप में विक्षेपण का पता लगाता है इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह उच्च संवेदनशीलता है बहुत उच्च संवेदनशीलता यह उच्च संवेदनशीलता क्यों है क्योंकि आप देखते हैं कि c एक बटा d दर के साथ बदलता रहता है d में थोड़ा सा परिवर्तन C को सार्थक मात्रा में बदल देगा और प्रयुक्त दबाव के कारण यह d बदल जाएगा तो आप कपसिटंस का उपयोग करके d में परिवर्तन को माप सकते हैं और उसी से हम दबाव को माप सकते हैं इस तकनीक का एक अन्य लाभ या योग्यता है तापमान संवेदनशीलता की अनुपस्थिति यदि हम यह मान लें कि तापमान का विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे या जो भी दबाव हो अगर हम तापमान बदलते हैं तो भी विक्षेपण में कोई बदलाव नहीं होगा फिर जैसे विक्षेपण का दबाव तापमान पर निर्भर नहीं होता है और फिर हमारे समानांतर प्लेट कैपेसिटर सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि वह भी तापमान पर निर्भर नहीं करता CεAd जो किसी भी तापमान टर्म पर निर्भर नहीं है तो आप मान सकते हैं कि यह तापमान असंवेदनशील है इसलिए विभिन्न तापमानों पर वास्तव में हम इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जो सैद्धांतिक रूप से है लेकिन क्योंकि व्यावहारिक मामलों में कभी कभी तापमान के साथ यह एप्सिलॉन वैल्यू भी बदल जाता है अगर तापमान में भारी मात्रा में परिवर्तन होता है और एप्सिलॉन बदल सकता है और इसलिए उस समय तापमान संवेदनशीलता आ सकती है लेकिन अगर हम पीजोइलेक्ट्रिक जैसे अन्य मामलों पर विचार करें या पीज़ोरेसिस्टिव मामलों की तुलना में इसमें तापमान सेंसर होता है क्योंकि तापमान के साथ पीज़ोइलेक्ट्रिक गुणांक भी बदल सकता है और पीज़ोरेसिस्टिव गुणांक भी बदल सकता है तो क्षमता प्रेशर सेंसर की तुलना में इसमें उच्च तापमान संवेदनशीलता है लेकिन आप में से एक इसे अवगुण मान सकता है यदि हम पीजोइलेक्ट्रिक सेंसर के मामले में देखते हैं तो हमें पहले से ही वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है इसलिए हमें एक प्रकार के पैरामीटर से दूसरे में वास्तविक रूपांतरण की आवश्यकता नहीं है लेकिन यहां हमें C से V0 के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट की आवश्यकता है जैसे कि आउटपुट V शून्य रूपांतरण इसलिए हमें किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने की आवश्यकता है जो कैपेसिटेंस को आउटपुट वोल्टेज में बदल देगा और एक और बात यह है कि यह C से V रैखिक नहीं है एक रूपांतरण सर्किट बनाना आसान नहीं है जहां लागू वोल्टेज होगा अंततः जो भी वोल्टेज आउटपुट हमें वह वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वह कपसिटंस के साथ रैखिक नहीं हो सकता है तो यह सेंसर में एक और जटिलता जोड़ता है तो हम अगली कक्षा में पीजोरेसिस्टिव सेंसर के साथ शुरुआत करेंगे